अब हम उर्जा मुक्तिकरण की दर के अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगें वास्तव में ऊर्जा को देखने से हम फ्रैक्चर यांत्रिकी की कई अवधारणाओं को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं यद्यपि हमने ऐसा पिछली कक्षाओं में ईगंलिस को हल करने में भी देखा है निरंतरता बनाए रखने के लिए हम वहीं से प्रारंभ करेंगे और हमने ईगंलिस के समाधान में क्या सीखा है आपके पास एक अनंत प्लेट है जिसमें अंडाकार छिद्र है जिसकी अधिकतम स्ट्रेस सिग्मा गुणा 1 2a बट्टे b है आपको यह देखना होगा कि फ्रैक्चर मैकानिक्स के कई पहलु अंडाकार छिद्र की समस्या से आते हैं आपको पता है कि जब आप कोई अंडाकार वस्तु लेते हैं तो इसकी दीर्घ अक्ष को 2a लेते हो और आप दरार की लंबाई को 2a से व्यक्त करते हैं जब मेरे पास केंद्र दरार हो तो मैं इसे 2a कहूंगा तथा लघु अक्ष को 'b कहेंगे और ईगंलिस ने इसमें यह बदलाव किया था कि जब 'b' शून्य की तरफ जाता है और स्ट्रेस बहुत उच्च होते हैं तो अंडाकार क्षेत्र दरार में घटता है दूसरी समस्या जिसे आपने देखना है वह यह है कि मेरे पास एक अनंत आकार की प्लेट है जो एक अक्षीय भारित है आपको इसे बहुत सावधानीपूर्वक देखना है प्लेट में एक वृत्तीय छिद्र की दशा के साथ हमने अनंत प्लेट को एक अक्षीय भार के साथ भी लिया है जब हम स्ट्रेस क्षेत्र विकसित करते हैं तो हमें दरार की समस्या को बहुत सावधानी से देखना होता है कि हम एक अक्षीय भार या द्वि अक्षीय भार पर देख रहे हैं जिसे हम दरार मुख स्ट्रेस और विस्थापन क्षेत्र के अध्याय में लेंगे इस अध्याय में हम उर्जा उपागम तथा इंग्लिस समाधान के तत्क्षण परिणामों को यहां तक की छोटे भार के लिए भी देखेंगे दरार उपज सकते है एवं किसी अवयव को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं इसे ग्रिफ़िथ दुविधा Griffiths Dilemma के रूप में लेबल किया गया है यह केवल ग्रिफिथ की ही दुविधा नहीं है जो भी ईगंलिस के समाधान को देखेगा वह केवल हैरान होगा कि कैसे इस समाधान पर देखने से कोई ठोस ठोस कैसे रह सकता है हमारा प्रायोगिक प्रेक्षण है कि आप दरार सहित ठोस पाते हैं और वह ऐसे ही रहते हैं ऐसा कैसे संभव है ऐसा केवल तभी संभव है जब आप कोई संचालित होने वाली अन्य यंत्रावली को लेते हैं जो ठोस को ठोस अवस्था में बनाए रखने में सहायता करता है यही ग्रिफिथ के विश्लेषण का प्रमुख बिंदु है पृष्ठ ऊर्जा किसी तरल के पृष्ठ तनाव के अनुरूप सभी ठोस भी पृष्ठ ऊर्जा या मुक्त ऊर्जाओं से संबंधित होते हैं देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है देखिए उन दिनों में ग्रिफिथ कांच पर काम कर रहे थे और कांच में पृष्ठ ऊर्जा बहुत ही बहुत कम होती है तो आप वास्तव में द्वितीय क्रम के प्रभावों की तरफ देखते हैं जब तक आपके पास कोई अग्रिम अवधारणात्मक चरण ना हो कोई पृष्ठ ऊर्जा के बारे में सोच भी नहीं सकता कि वह भूमिका निभा रही है पृष्ठ ऊर्जा कैसे आई पृष्ठ ऊर्जाएं विकसित होती हैं क्योंकि सतह के निकटतम परमाणु ठोस के आंतरिक परमाणुओं से अलग व्यवहार करते हैं ठोस के आंतरिक भाग को देखें तो परमाणु चारों तरफ से परमाणुओं के द्वारा घिरे हुए हैं इस कारण यह साम्यावस्था में रहते हैं तो आपने यह देखा कि आंतरिक परमाणु पड़ोसी परमाणुओं के द्वारा लगभग सभी दिशाओं में एक समान रूप से आकर्षित या प्रतिकृषित होते हैं लेकिन जब परमाणु सतह पर होता है तो यह अवस्था नहीं होती है यही पृष्ठ ऊर्जाओं को बढ़ावा देती है जो बिल्कुल किसी तरल पदार्थ के पृष्ठ तनाव जैसी होती है मैं आपको अवधारणात्मक रूप से बताऊंगा कि ऐसा कैसे संभव है सतह पर क्या घटित होता है एक तरफ घेरने वाले परमाणु नहीं है जिस कारण से एक अलग प्रकार की साम्यवस्था की आवश्यकता है वास्तव में मुक्त सतह के तथा और नीचे की तरफ वाले परमाणुओं को एक साम्यवस्था बनाए रखने के लिए पुनः संयोजित करना पड़ता है जिस कारण मुक्त सतह पर एक स्ट्रेन विकसित हो जाता है इस प्रकार की विकृति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है जिसे पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं वास्तव में पृष्ठ ऊर्जा की भूमिका को देखना एक अवधारणात्मक चरण था जिसे ग्रिफिथ ने प्रस्तुत किया था और हम विभिन्न पदार्थों की पृष्ठ ऊर्जा के मान को देखेंगे मेरे पास पदार्थों की एक सूची है जिनकी पृष्ठ ऊर्जा जूल प्रति वर्ग मीटर में दी गई है जो कि तांबे के लिए 098 मृदु इस्पात के लिए लगभग 12 एल्युमिनियम एलॉय के लिए 06 के लिए काँच में 23 बर्फ के लिए 007 तथा हीरे का 550 है आप जानते हैं ग्रिफिथ हीरे पर महंगा होने के कारण कार्य नहीं कर पाए तो उन्होंने कांच पर कार्य किया आप पाते हैं कि कांच की पृष्ठ ऊर्जा अन्य पदार्थों से तुलनात्मक रूप से जिसमें हीरा भी शामिल है सर्वाधिक होती है तालिका में एक अन्य ऊर्जा भी दी गई है जिसे गामा 'P' द्वारा व्यक्त किया गया है तथा यह वह ऊर्जा है जो दरार सतह के समीप प्लास्टिक विरूपण का कारण बनने के लिए आवश्यक है तथा इसका मान क्या है मृदु इस्पात की अवस्था में यह बहुत उच्च होती है गामा 'S' केवल 12 होता है जबकि गामा 'P' 125000 तथा एल्यूमीनियम मिश्र धातु की स्थिति में इसका मान 4000 है वास्तव में अध्याय में आगे चलकर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रिफिथ के विश्लेषण को इरविन ने आगे बढ़ाया जो भंजक ठोस से लेकर नम्य ठोस तक व्यावहारिक था ग्रिफिथ उपागम का गामा 'P' का उपयोग करते हुए थोड़ा सा एक्सट्रपलेशन करने पर वे इस फ्रैक्चर मैकानिक्स की अवधारणा को नम्य ठोसों पर भी लागू कर सके यही कारण है कि मैं इस अध्याय में गामा 'P' के सही मान को ठीक ढंग से दिखा रहा हूं और अधिकांश भाग में हम भंजक ठोसों पर ही ध्यानाकर्षण करेंगे स्ट्रेस घटकों के पदों में भंडारित इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा इस अध्याय में हमें ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करना है तो यह बेहतर है कि हम इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा का पुनरावलोकन कर लेइसे हम अलग अलग साधारण दशाओं में देखेंगे और हमने जिस पद्धति को अपनाया है उससे स्वयं को पुनआश्वस्त करेंगे इस अध्याय में दिये गए प्रश्नों को हल करने के लिए इनसे सहायता भी मिलेगी और सर्वप्रथम आइए एक साधारण स्प्रिंग का मामला लेते हैं यह एक रेखीय स्प्रिंग है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए तथा आपके पास ग्राफ है जो P और विस्थापन के मध्य दिया गया है मैं एनिमेशन को दोबारा चलाता हूं तथा वह बिंदु जिसे मैं देखना चाहता हूं यह है कि P को किस प्रकार से दिखाया गया है यह बहुत ही सावधानीपूर्वक दिखाया गया है कि P उत्तरोत्तर शून्य से अपने अंतिम मान की तरफ बढ़ता है यह बहुत महत्वपूर्ण है तथा स्प्रिंग का विरूपण डेल्टा है जब P को उत्तरोत्तर लगाया जाता है तो इसीलिए वक्र के नीचे का क्षेत्रफल वह ऊर्जा है जो स्प्रिंग के द्वारा भंडारित की गई है आप इसके बारे में सब जानते हैं क्योंकि P को उत्तरोत्तर लगाया गया है आप देखोगे कि इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा U P के 12 डेल्टा के समतुल्य है माना कि कोई स्थिर भार कार्य कर रहा है तो ऊर्जा P गुणा डेल्टा होगी इसके अनुसार विस्थापन डेल्टा है ठोस यांत्रिकी के अनेक प्रश्नों में जब आप अंतिम भार को दिखाओगे तो हम विशेष रूप से यह मान लेते हैं कि अंतिम भार शून्य से अंतिम मान यहां तक एक उत्तरोत्तर प्रक्रम के माध्यम से पहुंचा था यह बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार की सभी संभावनाओं को हमें अपने मस्तिष्क में रखना है तो स्प्रिंग के मामले में हमने एनिमेशन को सावधानीपूर्वक इस प्रकार से रखा है कि P शून्य से उत्तरोत्तर रूप से बढ़ता है और आप यह जानते हो कि क्या स्ट्रेन ऊर्जा भंडारित हुई तथा इसे हम एक सामान्य खिंचावकर्तन स्ट्रेस तथा समस्त संयुक्त स्ट्रेस घटकों इत्यादि से संबंधित पिंड के साथ भी संबंधित करेंगे यह सभी व्यंजक इस अध्याय के प्रश्नों को हल करते समय बहुत सहायक सिद्ध होंगे तो आपके पास यहां जो है वह यह है कि एक बहुत छोटा अवयव लिया गया है और आपके पास केवल सामान्य स्ट्रेस है और इसके कारण अवयव फैलता है और आप इस पर कार्य करने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं और तदनुसार विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट है तो मेरे पास क्या है मेरे पास वृद्धिकारी स्ट्रेन ऊर्जाएं हैं तथा जिसे सिग्मा x 'dy' by 'dz' का 12 one half of sigma x 'dy' by 'dz' है यह वह क्षेत्रफल है जिसके ऊपर स्ट्रेस कार्य कर रहा है तो यह आपको बल के घटक तथा एपसाइलन x dx देता है जो सदृश्य विस्थापन है और यदि आप इस पर सावधानीपूर्वक देखते हो तो वृद्धिकारक स्ट्रेन ऊर्जा सिग्मा एक्स गुणा एपसाइलन x गुणा dV का 12 है और जब इसके ऊपर कर्तन स्ट्रेस कार्य कर रहा हो तो हम इसी प्रकार का व्यंजक विकसित कर सकते हैं आपके पास वृद्धिकारक तत्व अत्यल्प तत्व है तथा आपके पास "dx dy dz है तथा यह कर्तन स्ट्रेस से संबंधित है यहां पर आप क्रियाशील बल तथा उसके अनुरूप विस्थापन को पुनः ज्ञात कर सकते हैं बल टाउ x y dx dz तथा विस्थापन गामा xy dy है तथा हम यह भी मान लेते हैं कि आपके पास गुणक ½ आता है क्योंकि स्ट्रेस तीव्रता को उत्तरोत्तर बढते क्रम में लगाया गया है तथा यह 0 से अंतिम तीव्रता टाउ x y तक उत्तरोत्तर रूप से परिवर्तित होता है यहां पर पुन अवयव में भंडारित वृद्धिकारक स्ट्रेन ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं जो टाउ xy गामा xy dV का 12 है तो यह वह है जो आप आयतन के लिए पाते हैं वास्तव में आप इसे प्रति आयतन के रूप में गणना करते हैं तथा यह वही है जिसे हम इकाई आयतन के लिए भी देखेंगे इस अध्याय में हम इकाई मोटाई पर भी देखेंगे और हम निश्चित मोटाई इत्यादि पर भी देखेंगे हमने इन समीकरणों को एक के बाद एक जानबूझकर उपयोग किया है क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं और फ्रैक्चर मैकानिक्स को मोटाई के लिए बहुत ही विनोदी प्रतीकों का उपयोग किया गया है इसमें कैपिटल 'B' द्वारा जांच नमूने की मोटाई व्यक्त की गयी है क्या आप जानते हैं कि जब आपको पुरानी शास्त्रीय पुस्तकों का संदर्भ लेना हो हैं तो आप देखोगे कि जांच नमूने की मोटाई को 'B' के रूप में लिया गया है तो आप हमारे विचार विमर्श को जानेंगे कि हम उसी प्रतीक को मोटाई व्यक्त करने के लिए उपयोग करेंगे इसकी चर्चा कुछ स्लाइड के बाद आएगी अब हमने इसे वैयक्तिक स्ट्रेन तीव्रता के लिए देख लिया है कि माना कि हमारे पास संयुक्त स्ट्रेस हैं तो मैं सरलता पूर्वक अंतिम समीकरण को सिग्मा एक्स एपसाइलन एक्स सिग्मा y एपसाइलन y सिग्मा z एपसाइलन z प्लस टाउ xy गामा xy प्लस टाउ yz गामा yz प्लस टाउ xz गामा xz dV के रूप में लिख सकता हूं और यदि मैं किसी निकाय में भंडारित कुल ऊर्जा को ज्ञात करना चाहता हूं तो आप आयतन को समाकलन करें यहां पर आप स्ट्रेस तथा स्ट्रेन का गुणनफल पाएंगे यह इन समीकरणों को स्ट्रेसों के रूप में व्यक्त करने के लिए भी वांछित है यदि मुझे ऐसा करना है तो मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन संबंध का उपयोग करना पडता है और जब लोग इसे उपयोग करते हैं तो इसमें एक खतरा है जब वे तनाव टेस्ट उपयोग करते हैं स्ट्रेन केवल अक्षीय स्ट्रेस का फलन है क्योंकि स्ट्रेसों के अन्य घटक शून्य होते हैं लेकिन यदि आप इसे एक सामान्य स्थिति के रूप में लिखते हैं तो स्ट्रेन अन्य स्ट्रेस घटकों का भी घटक होगा अक्षीय स्ट्रेन को लिखने में आपको बहुत सावधान रहना है तो आप लिखें एपसाइलन एक्स को एक बट्टे सिग्मा एक्स का E माइनस न्यू गुणा सिग्मा y प्लस सिग्मा z इसे सम्मिलित करना कभी ना भूले यह वह सामान्य गलती है जो छात्र करते हैं जब वे तनाव परीक्षण से सामान्य अवस्था की तरफ जाते हैं तो वे तनाव परीक्षण से कभी बाहर नहीं आ पाते हैं एक तनाव परीक्षण में सिग्मा y तथा सिग्मा z 0 होते हैं तो स्ट्रेन स्ट्रेस के साथ में एप्साइलन बराबर सिग्मा बाइ E से संबंधित हैं जिसे आप सामान्य अवस्था में उपयोग नहीं कर सकते तो इस ढंग से सामान्य स्ट्रेस सामान्य स्ट्रेस के साथ संबंधित है कर्तन स्ट्रेन में कोई समस्या नहीं है गामा xy टाउ xy से गामा yz टाउ yz से गामा xz टाउ xz से संबंधित है तो जब हम इन्हें उपयोग करते हैं तो हम स्ट्रेन ऊर्जा को स्ट्रेस घटकों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है तो यदि मैं समग्र स्ट्रेन ऊर्जा ज्ञात करना चाहता हूं तो मुझे इसे आयतन के सापेक्ष समाकलन करना होता है तो मेरे पास एक बट्टे E सिग्मा एक्स वर्ग प्लस सिग्मा y वर्ग प्लस सिग्मा z वर्ग माइनस 2 न्यू बट्टे E गुणा सिग्मा एक्स सिग्मा y प्लस सिग्मा y सिग्मा z प्लस सिग्मा z सिग्मा x प्लस एक 1बट्टे G टाउ xy पूरे का वर्ग प्लस टाउ yz प्रकार के पद होते हैं और आप भली भांति जानते हैं कि E यंग का इलास्टिक गुणांक है G कर्तन गुणांक है तथा ये पोएजन अनुपात से संबंधित होते हैं स्ट्रेस अवयवों में भंडारित स्ट्रेन ऊर्जा अक्षीय भारण में Elastic strain energy stored in terms of stress components - in axial loading अब हम स्ट्रेन ऊर्जा को लगाए गए बाह्य भार के पदों में भी देखेंगे अब हम अक्षीय भारित मेंबर पर विचार करेंगें यह वही है जिसे अब हम देखेंगे आप जानते हैं यह मौलिक समीकरण हैं तथा उस समय सहायक होती हैं जब हम यह देखना चाहें कि इनका उपयोग उर्जा मुक्तिकरण दर की अवधारणा का उपयोग साधारण ज्यामितियों में फ्रैक्चर दर की गणना के लिए करना हो तो प्राथमिक तैयारियाँ यह करने के लिए आवश्यक है कि हालांकि आपने पहले के कोर्स में इसकी जानकारी कर ली है हम उन्हें निरंतरता के नजरिए से पुनरावलोकन कर रहे हैं और इसे हम अक्षीय भारित मेंबर के लिए देखेंगे हमारा स्वार्थ स्ट्रेन एनर्जी के लिए अंतिम समीकरण प्राप्त करना है जो लगाए गए बाह्य भार P अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा यंग गुणाँक के पदों में हो यह वही है जिसे हम U बराबर P का 12 गुणा डेल्टा के रुप में लिखते हैं हमने सिग्मा x को कुछ ओर नही बल्कि सिर्फ P बाइ A एपसाइलन एक्स बराबर P बाइ A E एवं dU बनता है हमने पहले भी देखा है कि सिग्मा एक्स गुणा एपसाइलन एक्स यह वही है जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं तो यदि आप इस दृष्टिकोण से देखें तो आपको ½ सिग्मा वर्ग बट्टे E गुणा dA गुणा dx मिलेगा जो आपको आयतन का मान देगा और ऐसा हम साधारण रूप से पतले मेंबर के लिए करते हैं जब हम इसे संपूर्ण ऊर्जा के लिए करते हैं तो यह dA बनता है और जब मैं इसे आयतन के साथ समाकलन करता हूं तो dA A गुणा dx बन जाता है तो हम इससे स्ट्रेन उर्जा ½ L P वर्ग बट्टे A E गुणा dx के रूप में पाते हैं जब आप पतले अवयवों पर वास्तव में देखते हैं तो आप उस अवयव में ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं तो आपके dx पैरामीटर में दूरी समाहित हो जाती है और यह बहुत ही प्रसिद्ध समीकरण है इसी प्रकार के समीकरण आप बंकन तथा मरोड के लिए भी पाएंगे यह अधिक अच्छा होगा यदि आपके पास यह समीकरण लिखी हो और आप इनके अधिक पहलुओं के बारे में देखना चाहते हैं यहां पर इस स्ट्रेन ऊर्जा के प्रकार इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है जब मेरे पास स्ट्रेन उर्जा है तो यह सिग्मा वर्ग बट्टे E गुणा आयतन का 12 है यहां पर इकाई आयतन लिया गया है जिस कारण से आपके पास में कुछ भी नहीं है तो यह स्ट्रेन ऊर्जा समीकरण का एक प्रकार है क्योंकि हमारा अंतिम स्वार्थ यह देखना है कि ठोस में दरार की उपस्थिति में किस प्रकार की स्ट्रेन ऊर्जा होती है यह वही है जहां हम पहुंचना चाहते हैं वास्तव में हम इस अध्याय में विमीय विश्लेषण या रिलैक्सेशन एनालोगी करना चाहते हैं हम क्रैक टिप स्ट्रेस तथा विस्थापन क्षेत्र को विकसित करने के बाद हम वापस आएंगे और स्ट्रेस तथा विस्थापन पर व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे वास्तव में रिलैक्सेशन उपागम का उपयोग करते हुए हम अधिकांश गणित से बचना चाहते हैं स्ट्रेस अवयवों में भंडारित इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा मरोड में Elastic strain energy stored in terms of stress components - in torsion तो यह वही है जो हम करना चाहते हैं तो इसमें जाने से पहले आप घटक पर लगाए गए भार के कारण भंडारित स्ट्रेन ऊर्जा के प्रकार को अपने मस्तिष्क में रखें जब इसमें दरार भी हो तो इसका यही प्रकार होगा तो यह जाँच की एक विधि है वास्तव में हम सही दिशा में हैं हम अवयव के मरोड की स्थिति में होने पर स्ट्रेन ऊर्जा भंडारण क्या है इसको भी लेंगे हमने पहले ही यह विकसित कर लिया है कि जब आपके पास स्ट्रेन तथा स्ट्रेस हो तो यह साधारणत उसका 12 तथा आयतन का गुणनफल भंडारित स्ट्रेन ऊर्जा है हम इसी प्रकार के उपागम को यहां पर अपनाएंगे आपके पास एक मरोड़ समीकरण है तो आपके पास कर्तन स्ट्रेस तथा कर्तन स्ट्रेन का समीकरण है और आप इस तरह से वृद्धिकारी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं टाउ थीटा z गामा थीटा zdV का आधा है इसे लगाए गए मरोड़ी घूर्ण के पदों से परिवर्तित किया जा सकता है और आप यह भी जानते हैं कि जड़त्व के ध्रुव घूर्ण का मान समाकलन r वर्ग dA के रूप में दिया जा सकता है तो यह समाकलन के पश्चात p बन जाता है तो आप अंतिम समीकरण समाकलन 0 से L Mt वर्ग बट्टे 2GIp dz के रूप में प्राप्त करते हैं बंकन में स्ट्रेस अवयवोें के पदों में भंडारित इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा Elastic strain energy stored in terms of stress components - in bending वास्तव में यदि आप विचलन ज्ञात करने के लिए कास्टिग्लियानो प्रमेय Castigliano's theorem वाले व्याख्यान को याद करें तो आप पाएंगे कि आपने उन समीकरणों को विकसित किया है तथा विचलन ज्ञात करने के लिए उपयोग किया है यह केवल उसका संक्षेप है जो कि वांछित भी है अब आपके पास में मरोड़ के लिए समीकरण है और आप इसी प्रकार का समीकरण बंकन के लिए भी पाएंगे यहां पर पुन आपके पास में फ्रैक्चर समीकरण है आपके पास में सामान्य स्ट्रेस तथा सामान्य स्ट्रेन के लिए भी समीकरण है और भंडारित तनाव ऊर्जा को लिखना सरल है और हमारे पास M b है जो बंकन घूर्ण को प्रदर्शित करता है तो अंततः आपको क्या प्राप्त हुआ अवयव में बंकन के कारण भंडारित तनाव उर्जा जो समाकलन 0 से L Mb वर्ग 2E Iz गुणा dx है हम वास्तव में पतले अवयवों के बारे में बात कर रहे हैं जब आप कहते हो कि कोई अवयव पतला है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसकी अनुप्रस्थ काट की विमाएं इसकी लंबाई की अपेक्षा बहुत ही अल्प होती हैं वह अनेक व्यावहारिक समस्याएं पतले अवयवों के रूप में लेकर मॉडल की जा सकती है जिससे जीवन सरल हो जाता है यह इस नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन अब यदि हम इसे देखें की जब दरार आगे बढ़ती है तो अवयव में क्या परिवर्तन होते हैं अवयव की अकडन कम होती है जो सरलता से देखी जा सकती है जैसे ही कोई दरार उत्पन्न होती है निश्चित रूप से स्टीफनेस भी बदलेगी इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है हम इसे अगले वक्तव्य में देखेंगे अगला वक्तव्य कहता है कि किसी अवयव में स्ट्रेन ऊर्जा घटती या बढ़ती है यह वक्तव्य अर्ह होना चाहिए जब तक आप उदाहरण नहीं लेते हैं इस पर देखिए कि जब कोई दरार बढ़ती है तो क्या होता है हम इस प्रकार की स्थितियां लेते हैं जिनमें की कोई ऐसा मामला हो जिसमें स्ट्रेन ऊर्जा बढ़ती है और किसी दूसरे मामले में स्ट्रेन ऊर्जा घटती है इसीलिए यह संभव है हालांकि अभी आप इसे समझा नहीं सके हैं हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं और दूसरा लघु ब्यौरा घटकों के बिंदु हैं जिन पर बाहरी भार लगाया गया है जो चल या अचल है जिस क्षण आप फ्रैक्चर मैकानिक्स साहित्य में आते हैं आप सदैव बद्ध पकड़ के बारे में बात करते हैं इसका आशय हुआ की नमूने में स्थिर विस्थापन लगाया गया है यह एक संभावना है अन्य संभावना स्थिर भार है हम ऐसा क्यों करते हैं यह हमारे गणितीय विकास में सहायक है यदि आप और स्वतंत्र स्थिर भार और स्थिर विस्थापन पर देखें तो हम अपने सैद्धांतिक विकास में इस प्रकार की निश्चित समझ विकसित कर सकते हैं बाद में हम दिखाएंगे की दरार उत्पन्न होने के लिए जो भी ऊर्जा उपलब्ध है स्थिर विस्थापन या स्थिर भार एक ही है और एक समान है और अंततः हम यह भी दिखाएंगे कि एक सामान्य भारण जो स्थिर भार और स्थिर विस्थापन के छोटे चरणों में हो के बारे में सोचा जा सकता है इस तरह से हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं स्थिर विस्थापन या स्थिर भार के ऊपर पर्याप्त समय खर्च करना अच्छा है इसीलिए हम एक निश्चित अवधारणा विकसित करेंगे और इन दोनों में से एक का चयन करके अपनी समीकरण को सरलीकरण करेंगे इसी कारण से हमने इसे देखा है दूसरी तरफ यह गणित के विकास के सरलीकरण में सहायक है दूसरी तरफ यह ऊर्जा मुक्ति करण की दर को प्रायोगिक रूप से गणना करने का माध्यम भी प्रदान करता है तो यह दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है इसीलिए आप कहते हैं कि घटक की ऊर्जा घट या बढ़ रही है तो वास्तव में तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हम बद्ध पकड़ स्थिति या एक निश्चित भार की अवस्था में है इसीलिए यदि हमारे पास बद्ध पकड़ है तो बाह्य बल के द्वारा कृत कार्य शून्य है कार्य तभी होता है जब बल चलता है स्थिर भार की अवस्था में यही होता है इन सभी निष्कर्षों में हमें अपने मस्तिष्क में यह रखना है कि नई सतहों को उत्पन्न करने में ऊर्जा का उपभोग हो रहा है यह ग्रिफिथ प्रेक्षण का मुख्य बिंदु है यदि आप परोक्ष रूप से इंग्लिस समाधान पर देखें तो तो यह आपको सावधान करेगा और आप की वास्तविक परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है इस समझ में आगे बढ़ने के लिए ग्रिफिथ पर्याप्त रूप से चतुर है कि उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि दो नई सतहों को उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा का उपभोग हो रहा है और हम एक के बाद एक इन्हें लेंगे कि यदि हमारे पास स्थिर भार हो तो क्या होगा मैंने एक साधारण उदाहरण लिया है मैं इसका स्वच्छ आरेख बनाना चाहूंगा और इसका ग्राफ भी बनाऊंगा यह आरेख दिखाता है कि आपके पास एक डबल कैंटीलेवर बीम का जाँच नमूना है आपके पास एक लंबी दरार है दरार की लंबाई को 'a' नाम दिया गया है जिससे आप का दृश्य आसान हो जाए इसे एक केबल व्यवस्था के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाया गया है आप एक भार 'P' इस पर लटकाते हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने घटक पर एक स्थिर भार लगाया है और आप क्या कर सकते हैं आप 0 से P तक उत्तरोत्तर जा सकते हैं और आप P तथा साथ ही साथ विस्थापन के मान को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आपको इस प्रकार का ग्राफ मिल सकता है और यह ग्राफ उस घटक के लिए है जिसमें 'a' लंबाई की दरार प्राप्त की गई है अब किसी तरीके से मेरे पास दूसरा घटक है जो इसके बहुत समान है परंतु इसकी लंबाई 'a' नहीं है लेकिन यह संवर्धित होकर da तक बढ़ जाती है तो मेरे पास 'a प्लस da' लंबाई की दरार है और माना कि मैं भार और विस्थापन के मध्य ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं आप क्या प्रत्याशा करते हैं कि ग्राफ कैसा होना चाहिए अब मेरे पास अपेक्षाकृत एक लंबी दरार है तो निश्चित रूप से स्टीफनेस नीचे आएगी तो यह ग्राफ पहले वाले से नीचे होगा इसकी ढलान भी अलग होगी और इसे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और आपके पास एक ग्राफ है जो 'a प्लस da' लंबाई का है ध्यान रहे इस अध्याय में हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि दरार की संवर्धित वृद्धि के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और हम इसी की तरफ बढ़ रहे हैं इसके लिए हमने सूचनाओं की पर्याप्त पृष्ठभूमि विकसित कर ली है इससे पहले कि हम ऊर्जा संतुलन समीकरण को लें इसीलिए अब हमनें दो एकसमान घटकों को लिया है आपके पास 'a' लंबाई की एक दरार है और दूसरी दरार की लंबाई 'a प्लस da' है और इन आंकड़ों को बहुत ही सावधानी से खींचा गया है यह भार नीचे आया है क्योंकि स्टीफनेस कम है अब मैं क्या करूंगा मैं भार को उत्तरोत्तर बढ़ाता रहूंगा इसलिए क्या होगा एक विशेष भार पर दरार 'da'दूरी तक बढ़ जाती है हम इसे ग्राफीय तौर पर देखते हैं और हमारी रुचि इस बात में है कि पहली तथा दूसरी दशा में कितनी स्ट्रेन उर्जा संग्रहित हुई है इसके बाद हम ज्ञात करेंगे और वक्तव्य देंगे कि जब दरार 'da' दूरी तक पहुंच चुकी है तो स्ट्रेन ऊर्जा का क्या हुआ यही हमारा अंतिम उद्देश्य है तो अब मैं क्या करूंगा मैं भार बढ़ाउंगा और इस बात का प्रेक्षण करूंगा की दरार बढ़ना शुरू हो गई है जब भार P1 मान तक बढ़ गया है और यह दूरी dv तक गया है एनिमेशन बहुत अच्छे ढंग से किया गया है ऐसा ही जैसे कि मैं स्वयं प्रयोग कर रहा हूं ऐसा एनिमेशन दिखाया गया है तब अब जाकर इस ग्राफ को स्पर्श करें अब आप जानते हैं मेरे पास विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं कि निकाय की अंतिम स्ट्रेन ऊर्जा क्या है और किस प्रकार से स्ट्रेन ऊर्जा में दरार के संवर्धित विस्तार के कारण परिवर्तन हुआ है आपने पहले ही स्प्रिंग के मामले में देख लिया है आपने भार विक्षेपण ग्राफ देखा है तथा ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल संग्रहित स्ट्रेन ऊर्जा है यहां पर भार को पुनः उत्तरोत्तर ढंग से लगाया गया है अतः मैं इसी प्रकार के उपागम का उपयोग कर सकता हूं जब मैं अंतर ज्ञात करना चाहता हूं मैं अंतिम स्ट्रेन उर्जा से प्रारंभिक स्ट्रेन ऊर्जा घटाकर ज्ञात कर सकूंगा अब हम इसे देखेंगे इसलिए स्ट्रेन ऊर्जा में जो परिवर्तन है क्या यह वही है जो हम देखना चाहते हैं अंतिम स्ट्रेन ऊर्जा इस रेखा के नीचे है और आपके पास एक त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है और इसे P1 गुणा v2 के आधे द्वारा दर्शाया गया है ध्यान रहे आप स्थिर भार की दशा को देख रहे हैं तो स्थिर भार की दशा में P1स्थिर है तो अंतिम स्ट्रेन ऊर्जा half of P1 into v2 है प्रारंभिक स्ट्रेन ऊर्जा क्या है यह ग्राफ के नीचे है इस रेखा के नीचे यह इस रेखा के नीचे है और आपके पास यह त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है गणितीय रूप से यह P1 गुणा v2 का आधा है इस प्रकार से स्ट्रेन ऊर्जा परिवर्तन क्या है वह यही छोटा त्रिभुज है जो आप यहां देख रहे हैं आप इसे बहुत सावधानीपूर्वक चिन्हित कर सकते हैं इसी प्रकार से प्रयोग भी किया गया है अत आप प्रायोगिक रूप से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं कि ऊर्जा मुक्तिकरण की दर क्या है और आपके पास क्या है मैं इसे P1 गुणा dv के ½ रूप में पाता हूं और इस मामले में स्ट्रेन ऊर्जा वास्तव में बढ़ती है यह बहुत ही स्पष्ट है क्योंकि आपके पास एक त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रारंभिक त्रिभुज से बहुत अधिक है स्थिर भार की अवस्था में दरार के बढ़ने से निकाय की स्ट्रेन ऊर्जा बढ़ती है केवल यही नहीं आपके पास एक बाह्य भार है और यह बाह्य भार एक निश्चित दूरी तक चला है यह एक निश्चित दूरी dv तक चलता है और इस प्रकरण में कृत कार्य क्या है क्या यह w गुणा dv या w गुणा dv का ½ है यह अंतर सूक्ष्म है जो हम उत्तरोत्तर लगाए गए भार की दशा में देखते आए हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर हो तो क्या होता है जब भार P1 पर पहुंचता है तो आप क्या पाते हैं अचानक दरार 'a प्लस डेल्टा a' तक कूद जाती है परंतु भार वही रहता है इसमें dv का स्थापन होता है तो बाह्य कृत कार्य P1 गुणा dv है इस तरह से आपको इसके बारे में बहुत सावधान रहना है कि यह आयताकार क्षेत्रफल है हमें कोई गलती नहीं करनी है प्रत्येक स्थान पर हम P1 आधा ही उपयोग कर रहे हैं आपको यह नहीं कहना है कि यह P1 का आधा भी है यह वास्तव में P1 गुणा dv है और हमने यहां पर जो सीखा है वह यह है कि स्थिर भार की दशा में जब कोई दरार 'a' to 'a प्लस da' तक पहुंचती है तो निकाय की स्ट्रेन ऊर्जा बढ़ती है स्थिर भारण की दशा में दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा और अब हम स्थिर विस्थापन की दशा में देखेंगे कि क्या होता है पुन मैं एक और प्रश्न लेता हूं जो कि पहले प्रश्न की ही तरह है लेकिन यहां पर इसे बद्ध पकड़ में लिया गया है और जब मैं पी एवं वी के बीच 'P versus v' ग्राफ प्लाट करता हूं तो मुझे इस प्रकार का ग्राफ मिलता है माना कि यदि दरार इस से भी लंबी है तो मेरे पास नीचे की भांति का ग्राफ होगा यह भार विस्थापन ग्राफ 'a प्लस da' के लिए है और अब आप यह देख रहे हैं कि दरार को 'a' से 'a प्लस da' तक वृद्धि करने के लिए भार पर्याप्त है जब यह घटित होता है तो क्या होगा वास्तविक रुप से जब दरार आगे बढ़ती है तो भार घटेगा क्योंकि यह स्थिर विस्थापन के अंतर्गत हो रहा है बद्ध पकड़ के अंतर्गत आपको यही समझना है इसीलिए आपके पास जो होगा वह यह है कि मैं ग्राफ पर उर्ध्व रूप से नीचे की तरफ चलूँगा एनिमेशन को ध्यान से देखें की दरार 'a प्लस da' की तरफ बढ रही है जब दरार 'a प्लस da' की तरफ बढ़ रही है तो मुझे ग्राफ पर इस प्रकार से चलना है इसी कारण से बिंदुदार रेखा दी गई है यह बिंदुदार रेखा इसलिए दी गई है कि यदि यदि मैं एक जाँच नमूना लेता हूं और इसके ऊपर भार P है तो जिस क्षण में बाहर P पर पहुंचता हूं तो दरार आगे बढ़ती है इसकी व्याख्या अगले ग्राफ में करनी पड़ेगी इसका भी एक आरेख बनाइए यहां पर हम पुन ज्ञात करेंगे कि स्ट्रेन ऊर्जा में किस तरह परिवर्तन हुआ तो हम अंतिम तनाव ऊर्जा को देखेंगे हम प्रारंभिक स्ट्रेन ऊर्जा को देखेंगे और इस पर वक्तव्य देंगे कि इस दशा में स्ट्रेन ऊर्जा का क्या हुआ परंतु उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण प्रेक्षण करना है जैसे जैसे दरार बढ़ती है निकाय पर कोई बाह्य कार्य नहीं होता है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कोई बाह्य भार नहीं है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रेक्षण है हम इसे विस्तारपूर्वक देख रहे हैं इस दशा में कोई भी बाह्य कृत कार्य नहीं है और स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि यही अंतिम त्रिभुज है जिस पर आप देख रहे हैं प्रारंभिक त्रिभुज बहुत बड़ा है तो आपने यह पाया कि इस दशा में स्ट्रेन ऊर्जा घट रही है पहले मामले में बाह्य कृत कार्य शून्य है स्ट्रेन ऊर्जा परिवर्तित होती है अंतिम आरम्भिक v1 गुणा P2 का ½ है इस दशा में यह स्थिर विस्थापन पर घटित हो रहा है अतः 'v' प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों दशाओं में एक जैसा ही रहता है स्थिर विस्थापन की दशा में दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा और स्ट्रेन ऊर्जा में क्या अंतर है यह इस त्रिभुज के अलावा और कुछ नहीं है और आपको यह नोट करना है कि स्ट्रेन ऊर्जा घट रही है स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन v1 गुणा dP के आधे के अलावा और कुछ नहीं है देखिए पहली दशा में जब हमने स्थिर भार देखा था तब विस्थापन में परिवर्तन था दूसरी दिशा में हम स्थिर विस्थापन को देख रहे हैं उसमें भार में परिवर्तन था एक दशा में स्ट्रेन ऊर्जा दरार के बढ़ने के कारण से बढ़ी है जबकि दूसरी अवस्था में दरार के बढ़ने से स्ट्रेन ऊर्जा कम हुई है यह वही वक्तव्य है जो मैंने प्रारंभ में दिया था उस समय आपकी यह पृष्ठभूमि नहीं थी कि आप ऐसा होने की प्रशंसा भी कर सकते हैं या नहीं अब आप ने देख लिया है कि आपने स्थिर भार तथा स्थिर विस्थापन की दशाओं में देखा है की स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन अलग है और अब हम सामान्य लोडिंग पर देखेंगे हम यह निश्चित नहीं कर रहे हैं कि भार का परिवर्तन स्थिर विस्थापन या स्थिर भार के कारण घटित हो रहा है अत इस कारण से आप जो पाते हैं वह यह है कि इसमें जो अंतर है वह यह है कि आप एक दशा में पूर्ण त्रिभुज स्ट्रेन ऊर्जा अंतर के रूप में पाते हैं दूसरे मामले में जब इस प्रकार का छोटा त्रिभुज पाते हैं अतः हमारे पास लाल रंग का एक अतिरिक्त हिस्सा है यहां पर केवल गणित ही आपकी सहायता कर सकता है कि जिस प्रक्रम को हम देख रहे हैं वह किस प्रकार का है और आप जानते हैं कि एनिमेशन बहुत अच्छे ढंग से आपको दृश्य अनुभव दे रहा है समझने के लिए इन वृद्धिशील परिवर्तन को बड़े पैमाने पर दिखाएंगे जिससे हम आरेख सुविधापूर्वक खींच सकें सीमा में हम यह चाहते हैं कि डेल्टा पी जीरो की तरफ जाए और डेल्टा वी शून्य की तरफ जाएभले ही यह स्थिर भार या विस्थापन की दशा हो दरार के विस्तार के लिए उपलब्ध ऊर्जा की तीव्रता गणितीय दृष्टिकोण से एक समान ही होगी क्या होगा आप पाते हैं की dv बहुत छोटा है dP 0 की तरफ जा रहा है तथा da भी 0 की तरफ जा रहा है इस त्रिभुज का क्या होगा यह त्रिभुज सिकुड़ता जाएगा इस प्रेक्षण से यह वक्तव्य देना संभव है कि दरार के विस्तार के लिए दोनों ही दशाओं स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन के लिए ऊर्जा की मात्रा एक समान है इस पर दृष्टि डालिए और एनिमेशन आपको इसका भौतिक प्रेक्षण देगा तो आप देखेंगे क्या आप इस अवस्था में त्रिभुज देख पा रहे हैं इस अवस्था में आप बिल्कुल भी त्रिभुज नहीं देख पा रहे हैं आपको इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा जिससे आप अपने आप को संतुष्ट कर पाए यह एनिमेशन आपको यह दृश्य देखने में सहायता करता है और हम यहीं पर समेट रहे हैं व्यवहार में कोई भी सामान्य भार विस्थापन भार को बिखरे हुए स्थिर भार और विस्थापन के रूप में सोचा जा सकता है यही हमने यहां पर दिखाया है शायद मैं इसे बड़ा करके तब दिखा सकता हूं तो मेरे पास जो है वह यह है कि भार और विस्थापन एक सामान्य फैशन में इस प्रकार से बदल सकते हैं इसे स्थिर भार के चरणों में स्थिर विस्थापन एवं स्थिर भार इत्यादि के रूप में सोचा जा सकता है हमने इस अभ्यास में यह देखा है कि स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन दोनों ही दशाओं में ऊर्जा की एकसमान मात्रा उपलब्ध है एक दशा में दरार बढ़त के साथ स्ट्रेन ऊर्जा बढ़ती है अन्य दशा में दरार बढ़ने के साथ स्ट्रेन ऊर्जा घटती है तो इस कक्षा में हमने निरंतरता बनाए रखने के लिए इंग्लिस समाधान से शुरुआत की थी जिसने हमें यह स्मरण कराया था कि जब कोई क्रेक होता है तो स्ट्रेन बहुत उच्च होते हैं और भौतिक रूप से इस प्रेक्षण की व्याख्या करने के लिए ग्रिफिथ ने बहुत ही बुद्धिमान विचार प्रस्तुत किया कि नई सतहों के निर्माण के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम था जो ग्रिफिथ ने लिया था और इसे ही पृष्ठ ऊर्जा का नाम दिया गया परंतु पृष्ठ ऊर्जा बहुत ही बहुत छोटी होती है यदि आप इस समस्या को अवधारणात्मक रूप से नहीं देखते हैं तो आप इसे दूसरे क्रम का प्रभाव मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं यह वही है जो इंजीनियर करेंगें जब आप जो प्लास्टिक ऊर्जा आवश्यक हो उसकी तुलना करते हैं जो बहुत उच्च होती सतह ऊर्जा की तीव्रता उससे कहीं अधिक क्रम की होती है ग्रिफिथ ने भंजक पदार्थों पर आधारित सिद्धांत का विकास किया वह सतह ऊर्जा की भूमिका को पहचानने में बहुत बुद्धिमान थे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणात्मक चरण था इस अध्याय का उद्देश्य यह जानना था कि दरार की बढ़त के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है यह करने के लिए हमने विभिन्न समीकरणों का पुनरावलोकन किया है जिन्हें हमने ठोस यांत्रिकी के सामान्य कोर्स के माध्यम से इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए समझा है तत्पश्चात हम किसी दरार पड़े हुए पिंड जो निश्चित स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन के अंतर्गत थे का विश्लेषण किया इस दशा में हमने यह पाया कि स्ट्रेन ऊर्जा बढ़ती है जबकि दूसरी दशा में स्ट्रेन ऊर्जा घटती है जबकि हम यह दिखाने में भी सफल हुए हैं कि जब वृद्धिकारी परिवर्तन बहुत छोटे होते हैं दोनों दशाओं में ऊर्जा की उपलब्धता एक समान होती है इसमें आगे के विकास को हम अगली कक्षा में देखेंगे